सभी का स्वागत है अतः प्रबंधन लेखांकन की कुछ महत्वपूर्ण अवधारणाओं प्रबंधन लेखांकन की कुछ तकनीकों पर चर्चा करने के बाद अब हम अंतिम तकनीक अंतिम अवधारणा की ओर बढ़ रहे हैं जो है प्रबंधन नियंत्रण प्रणाली और उत्तरदायित्व लेखांकन तो इस विषय सीखने के क्षेत्र और लेखांकन का अनंतिम उद्देश्य है कि संगठनों को कैसे सफलतापूर्वक प्रबंधित किया जाए और निर्णय लिए जायें अर्थात प्रबंधन को उन निर्णयों को लेना चाहिए जो हमेशा संगठन और सभी हितधारकों के हित में हों प्रत्येक कंपनी कुछ उद्देश्यों को ध्यान में रखकर बनाई जाती है और उन उद्देश्यों यानि उन उद्देश्यों को प्राप्त करना उन उद्देश्यों को पाना हरेक संगठन का अनंतिम लक्ष्य है और वहां हम विभिन्न अवधारणाओं विभिन्न तकनीकों विभिन्न प्रक्रियाओं का उपयोग करते हैं ताकि वांछित परिणाम प्राप्त किए जा सकें जब आप प्रबंधन नियंत्रण प्रणाली और उत्तरदायित्व लेखांकन के बारे में बात करते हैं तो इसका अर्थ है कि हम संगठन में जो कुछ भी करते हैं चाहे वह वित्तीय हो या गैर वित्तीय शब्द उसका अंतिम उद्देश्य यह है कि सभी हितधारकों द्वारा अपने सर्वोत्तम संभव स्तर पर किया जाए सभी हितधारकों द्वारा सर्वोत्तम संभव स्तर पर योगदान हो और फिर उत्कृष्ट प्रदर्शन दिया जाये प्रबंधन नियंत्रण प्रणाली जब हम इसके बारे में बात करते हैं तो हम यहां नियोजन की कुछ बात करते हैं कि वे भविष्य में क्या करने जा रहे हैं और फिर संगठन के मामलों को नियंत्रित करना इसलिए शुरुआत नियोजन है और अंत नियंत्रण है अर्थात एक बड़ी प्रक्रिया है पूरी प्रक्रिया जिसमें वह सब कुछ शामिल है जिसे एक शब्द में निष्पादन कहते हैं तो आप योजना बनाते हैं आप लक्ष्य निर्धारित करते हैं आप उद्देश्यों को निर्धारित करते हैं चाहे वह बजट का उपयोग करने का सवाल हो या लागत पत्रक तैयार करने का यानि जब हम अन्य तकनीकों पर चर्चा करते हैं अब तक हमने लागत विवरण या पत्रक से शुरू किया पहले हम बजटेड लागत पत्रक मानक लागत पत्रक तैयार करते हैं और वह मानक लागत पत्रक विभिन्न उत्पादों के लिए वांछित प्रति इकाई उत्पादन लागत प्राप्त करने के लिए एक मार्गदर्शिका बनी रहती है और लागत पत्रक तैयार करने और इसे अलग अलग हितधारकों आंतरिक हितधारकों विभिन्न विभागों इकाइयों और संगठन के उपइकाईयों को यह लक्ष्य देने अर्थात यह एक संकेत है कि उत्पादन की कुल लागत इससे अधिक नहीं होनी चाहिए इसे इस हद तक या अधिकतम इस सीमा के भीतर होना चाहिए इसलिए हम लागत पत्रक तैयार करते हैं लागत पत्रक मार्गदर्शक बल और न्यूनतम मापदंड के उद्देश्य को पूरा करता है यदि लागत इससे अधिक हो जाती है तो फिर से हमें इसके कारणों को खोजना होगा और यदि यह नियंत्रण में है तो यह ठीक है हम उद्देश्यों को प्राप्त कर चुके हैं उसके बाद हम नियोजन के अगले संगठन स्तर की समष्टि तकनीक की ओर बढ़ते हैं और वह बजट था हमने मास्टर बजट के बारे में बात की हमने लचीले बजटों के बारे में बात की और बजट में बजट में हम क्या करते हैं हम बजट क्यों बनाते हैं बजट में कौन सभी चीज़े शामिल होती है बजट की पूरी प्रक्रिया क्या है हमने वह सब देखा है परिचालन बजट से लेकर वित्तीय बजट तक हम लागत विवरण से शुरू करते हैं और बजटीय आय विवरण के साथ समाप्त करते हैं होते हैं और फिर हम बजटेड चिटठा तक जाते हैं तो इसका मतलब है कि हमें पूर्व में या उससे पहले एकत्र की गई सूचना के आधार पर बजटीय वित्तीय विवरण तैयार करना होगा इसलिए बजट निर्माण की पूरी प्रक्रिया नियोजन है लेकिन इसे समग्र फर्म समग्र संगठन के लिए समष्टि नियोजन कहा जाता है और लागत पत्रक सिर्फ एक उत्पाद के लिए होता है ठीक है इसके बाद हम मानक लागत प्रक्रिया की बात करते हैं मानक लागत में हमने फिर से बिक्री के संबंध में लागत के संबंध में लागत के विभिन्न घटकों के संबंध में उपरिव्यय के संबंध में मानको को तय करने की बात की और फिर उस मापदंड को तय किया जाये ताकि लोग इस बात पर केंद्रित और स्पष्ट रहे कि कैसे सभी चीजों का ध्यान रखना है और विभिन्न इकाइयों या विभिन्न उत्पादों जिनका हम संगठन में निर्माण कर रहे है की मानक लागत क्या है और एक बार निर्धारित होने के बाद वो मानक निर्माण प्रक्रिया में शामिल सभी ईकाईयों और उप ईकाईयों जैसे सामग्री की खरीद से लेकर तैयार उत्पाद की बिक्री तक को संप्रेषित रहते हैं तो इस पूरी प्रक्रिया में इस पूरे मूल्य श्रृंखला में हम लोगों को सूचित करते रहते हैं कि यह मानक सामग्री लागत होनी चाहिए यह मानक श्रम लागत होनी चाहिए यह समग्र मानक लागत होनी चाहिए और इस तरह आपको कुल उत्पादन लागत प्राप्त करना है और फिर हम विचरण की गणना करते हैं इसलिए हम वहां भी योजना बनाते हैं निष्पादित करते हैं और फिर हम उसको नियंत्रित करते हैं जब हम मानकों को तैयार करते हैं हम योजना बनाते हैं फिर हम वास्तविक प्रदर्शन करतें हैं और उत्पादों का निर्माण करते हैं और फिर दो लागतों की गणना करते हैं एक उत्पादन लागत और दूसरी है बजटेड लागत वास्तविक लागत और बजटेड लागत और फिर हम विचरण का पता लगाने की कोशिश करते हैं तो अंतिम उद्देश्य लागत नियंत्रण है प्रबंधन नियंत्रण एक बड़ा कार्य है जिसमें किसी संगठन के सभी वित्तीय और गैर वित्तीय संचालन शामिल हैं किन्तु लागत नियंत्रण वह कार्य है जो संगठन या उत्पादों के सिर्फ लागत भाग से जुड़ा हुआ है फिर हम अगले भाग की ओर बढ़ते है जो सीमांत लागत है सीमांत लागत को एक ऐसी तकनीक के रूप में भी जाना जाता है जहां हमारी योजना बाजार में कुछ समय के लिए बने रहने की होती है जब तक कि वह स्थिति अनुकूल नहीं रह जाती है या हो सकता है कि कुछ अलग चुनौतियां बाजार में उत्पन्न हो गई हैं हम अनुमान लगाते हैं कि आने वाले समय में समग्र स्थिति सुधरेगी यह प्रक्रिया सुधरेगी लेकिन वर्तमान में बाजार गतिशीलता में कुछ अस्थायी परिवर्तनों के कारण हमे बाजार में परिचालन करने में कठिनाई हो रही है अतः हम योजना बनाते हैं कि क्या हम परिवर्तनीय लागत सीमांत लागत की वसूली कर सकते हैं या नहीं अगर परिवर्तनीय लागत या सीमांत लागत को पुनर्प्राप्त करना संभव है तो भी हम खुश हैं और स्थिर लागत की वसूली को स्थगित कर देंगे और फिर कठिन स्थितियों या कड़ी प्रतिस्पर्धा या आप इसे बाजार में आने वाली कुछ असाधारण स्थितियों भी कह सकते हैंमें व्यावसायिक संगठनों को नियंत्रित करने की एक तरह की तकनीक है फिर हम बात करते हैं आगे हम गतिविधि आधारित लागत के बारे में बात करते हैं गतिविधि आधारित लागत के तहत भी हमने उत्पादन की सटीक लागत उत्पादन की सही लागत की गणना कैसे करे और कैसे लागत को नियंत्रण में रखे इस बारे में सीखा अतः वहां हमने लागत पत्रक के विकल्प का पता लगाने की कोशिश की जहां हम कुल लागत प्रणाली या अवशोषण प्रणाली का उपयोग करते हैं और यहां हम कुल लागत प्रणाली के दोषों को दूर रखके सही लागत प्रणाली की अवधारणा का उपयोग करते हैं अतः यदि आप जो तकनीकें हमने अब तक सीखी है जो पांच तकनीके हमने अब तक सीखी हैं इसकी पूरी प्रक्रिया के बारे में बात करते हैं तो कहीं न कहीं हम किसी चीज़ की योजना बना रहे हैं क्रियान्वित कर रहे हैं और फिर वास्तविक प्रदर्शन के साथ तुलना करने की कोशिश कर रहे हैं तो अनंतिम उद्देश्य नियोजन निष्पादन और नियंत्रण है और संक्षेप में आप इसे समग्र प्रबंधन नियंत्रण प्रणाली कहते हैं इसलिए अंत में इस विषय पर चर्चा समाप्त करने से पहले मैंने सोचा कि मैं आपके साथ साझा करूँ कि प्रबंधन नियंत्रण प्रणाली क्या है और कैसे हम इसे लागू कर सकते हैं या पूर्ण प्रबंधन नियंत्रण प्राप्त कर सकते हैं और उत्तरदायित्व लेखा की अवधारणा क्या है तो आईये अब हम प्रबंधन नियंत्रण प्रणाली के बारे में बात करें यदि आप प्रबंधन नियंत्रण प्रणाली के बारे में बात करते हैं तो पहला सवाल यह है कि प्रबंधन नियंत्रण प्रणाली क्या है यह जानकारी एकत्र करने और उपयोग करने के लिए तकनीकों का एक तार्किक एकीकरण है इस विषय में हम जो कुछ भी कर रहे हैं वह यह है कि हम जानकारी एकत्र कर रहे हैं हम लागत और लाभ विश्लेषण के मान्यता के आधार पर इस जानकारी का उपयोग निर्णय लेने के लिए कर रहे हैं और हम यह पता लगाने की कोशिश करते हैं कि क्या लागत लाभ से कम है निश्चित रूप से तभी हम उस विशेष चीज़ को लागू करेंगे अन्यथा हम उसकी अनदेखी करते हैं अतः यह सूचना संग्रह की एक पूरी प्रक्रिया है जिसे प्रबंधन को प्रस्तुत किया जा सकता है और शीर्ष या मध्यम स्तर के प्रबंधन द्वारा निर्णय लेने में सुविधा प्रदान कर सकता है इसलिए हम यहाँ तीन चीजें करते हैं हम नियोजन और नियंत्रण करते हैं हम प्रेरणा लेते हैं और हम मूल्यांकन करते हैं नियोजन और नियंत्रण का अर्थ है नियोजन और नियंत्रण हम पूर्व में भी सीखते रहे हैं हम नियोजन और नियंत्रण के लिए मानक लागत का उपयोग कर रहे हैं हम नियोजन और नियंत्रण के लिए बजट का उपयोग कर रहे हैं यहां तक कि कुछ हद तक आप कह सकते हैं कि सीमांत लागत का हम नियोजन और नियंत्रण के लिए उपयोग कर रहे हैं और यदि उदाहरण के लिए आपके नियोजित उद्देश्य प्राप्त हो गए हैं हमने जो भी योजना बनाई है हमारे उद्देश्य प्राप्त हो गए हैं हमारे लक्ष्य मिल गए हैं इसलिए क्या होता है हमारे कर्मचारी सभी हितधारक नीचे से ऊपर तक ऊपर से नीचे तक वे प्रेरित रहते हैं वे प्रोत्साहित महसूस करते हैं कि हमने जो भी लक्ष्य निर्धारित किया हमने उन लक्ष्यों को प्राप्त कर लिया है हम उन आवश्यकताओं और लक्ष्यों को पूरा करने में सक्षम हैं अतः हम प्रेरित रहते हैं तो प्रबंधन नियंत्रण प्रणाली का उद्देश्य एक है प्रोत्साहन सही है और निरंतर मूल्यांकन आप एक समय पर प्रेरित महसूस नहीं करते हैं हम सिर्फ निरंतर मूल्यांकन प्रणाली की प्रक्रिया करते हैं हम चीजों का मूल्यांकन करते रहते हैं हम अपने प्रदर्शन के बारे में जानते रहते हैं कि हमें कहाँ से शुरू करना है कहाँ जाना है इन सबके बीच कौन सी बाधाएं आती हैं उन्हें कैसे दूर करना है और लक्ष्य कैसे प्राप्त करना है इसलिए नियोजन और नियंत्रण सभी हितधारकों का प्रोत्साहन और निरंतर मूल्यांकन किसी भी संगठन में बहुत कुशल और प्रभावी प्रबंधन नियंत्रण प्रणाली लागू करने के लिए तीन महत्वपूर्ण स्तंभ हैं अब जब हम इस प्रबंधन नियंत्रण प्रणाली के बारे में बात करते हैं तो आप इस तरह की संरचना का पालन करते हैं इस तरह की संरचना में हम इस चीज से शुरू करते हैं जैसे आप कह सकते हैं कि हम लक्ष्य तय करते हैं और उसे मापते हैं सबसे पहले हमें लक्ष्य निर्धारित करना होता है कि हम कहाँ जाना चाहते हैं किसी भी व्यावसायिक संगठन के लिए उदाहरण के लिए अगले वर्ष 2020 में कंपनी का कुल बाजार आकार क्या होना चाहिए यानि जहाँ कंपनी जिस बाज़ार में उसका परिचालन है यानि हम बाजार के सम्पूर्ण आकार को जानते हैं और उस बाजार में हमारा कितना हिस्सा होना चाहिए अर्थात कुल उपलब्ध बाजार में हमारा कितना हिस्सा होना चाहिए यह हमारा उद्देश्य है यही लक्ष्य है विभिन्न देशों के बाजार में स्थानीय बाजार में हम किस बिक्री स्तर को प्राप्त करना चाहते हैं क्या हम एक स्थानीय कंपनी के रूप में खुश हैं या हम एक राष्ट्रीय कंपनी या अंतरराष्ट्रीय कंपनी या एक बहुराष्ट्रीय कंपनी बनना चाहते हैं हम लक्ष्य निर्धारित करते हैं प्रत्येक उद्यमी प्रत्येक व्यवसायी अर्थात जब भी वे स्टार्टअप शुरू करते हैं तो उनका यह उद्देश्य होता है कि मैं आज इस कंपनी को शुरू कर रहा हूं और मेरा उद्देश्य है कि दस साल बाद मैं इस कंपनी को राष्ट्रीय स्तर पर देखना चाहता हूँ उदाहरण के लिए जब करसन भाई ने निरमा बनाया था तो उन्होंने निश्चित रूप से सोचा होगा कि अगर मेरा उत्पाद निरमा धुलाई पाउडर अगर यह बाजार में सफल होता है तो निश्चित रूप से आज मैं इस तरह से शुरू कर रहा हूँ अर्थात उन्होंने इसे बाज़ार में मुफ्त वितरित करके प्रारंभ किया था फिर उन्होंने व्यावसायिक स्तर पर निर्माण शुरू किया और इसे बाजार में बेचने लगे और फिर जब बिक्री बढी लोगों ने उत्पाद पसंद किया तो उन्होंने जरुर यह लक्ष्य निर्धारित किया होगा कि कुछ समय पश्चात् शायद 5 या 10 साल बाद इस कंपनी को मैं राष्ट्रीय स्तर तक ले जाऊंगा और यह निरमा रसायन और डिटर्जेंट बन जाएगा अतः मुझे लगता है कि वह लक्ष्य प्राप्त करने में बहुत सफल थे और एक बार जब आप राष्ट्रीय स्तर तक जाने का लक्ष्य प्राप्त कर लेते हैं तो आप सोच सकते हैं कि क्या उसी क्षेत्र में हमें उदग्रता से बढ़ना है और देश की सीमाओं को पार करके दूसरे देशों के बाजारों में प्रवेश करना है तब इसे अंतर्राष्ट्रीयकरण या वैश्वीकरण की प्रक्रिया कहा जाता है या अन्य तरीका हो सकता है कि हम देश के भीतर ही रहेंगे हम बाहर नहीं जाएंगे क्योंकि हमें उन बाजारों और प्रणालियों का ज्ञान नहीं है इसलिए हम क्या करेंगे कि हम देश की चहांरदीवारी के भीतर ही रहेंगे और उस देश की सीमा के अन्दर ही विविधता लाएंगे इसलिए हम विभिन्न उत्पादों का निर्माण शुरू करेंगे जैसा कि निरमा ने किया था उनके पास अन्य देशों में भी एजेंसियां हैं लेकिन एक अंतरराष्ट्रीय कंपनी के रूप में उनके पास भारत के बाहर विनिर्माण सयंत्र नहीं हैं उनके पास सिर्फ भारत में ही विनिर्माण सुविधा है और फिर वे अपने उत्पादों का दूसरे देशों में भी निर्यात करते हैं इसलिए यदि आपकी अन्य देशों में उपस्थिति है आपका उत्पाद अन्य देशों में भी बिकता है तो ठीक है आप एक अंतर्राष्ट्रीय कंपनी हैं लेकिन एक बहुराष्ट्रीय कंपनी नहीं है क्योंकि बहुराष्ट्रीय कंपनी बनने के लिए आपको अपनी अर्थव्यवस्था अपने देश के बाहर विनिर्माण सुविधा विकसित करनी होगी तो उन्होंने अवश्य उनकी रणनीति अवश्य होगी कि हम देश की सीमा में ही अपनी विनिर्माण सुविधा रखेंगे देश की चहारदीवारी के भीतर ही रहेंगे और फिर विविधता लायेंगे इसलिए उन्होंने डिटर्जेंट से विविधता प्राप्त कर ली है अब वे सौंदर्य प्रसाधनों में हैं वे प्रसाधनों में हैं वे साबुन में हैं और वे बड़े पैमाने पर शिक्षा में हैं इसलिए विभिन्न क्षेत्रों में वे हैं इसलिए विविधीकरण में कुल मिलाकर आपको कंपनियों का समूह बनाना है और आप पूरे समूह के कारोबार के बारे में चिंतित रहते हैं तो उस स्थिति में लक्ष्य निर्धारित करना उद्देश्य तय करना पहली महत्वपूर्ण बात है और फिर उस लक्ष्य और उद्देश्य के भीतर आप योजना बनाना शुरू करते हैं पहले एक वर्ष में हम क्या करने जा रहे हैं कैसे हम लक्ष्य प्राप्त करने जा रहे हैं और कैसे हम उन लक्ष्यों को प्राप्त करने जा रहे हैं और फिर उन योजनाओं के अनुसार हम उत्पादन के सभी कारकों को एक समान जगह पर लातें हैं और फिर निष्पादन शुरू करते हैं निर्माण प्रक्रिया शुरू होती हैं फिर हम इस मूल्यांकन प्रक्रिया की ओर बढ़ते हैं सतत मूल्यांकन प्रक्रिया और फिर हम अपनी प्रगति की निगरानी करते हैं हम अपने प्रदर्शन की निगरानी कर सकते हैं और तत्पश्चात अगले भाग मूल्यांकन और पुरस्कार के लिए आगे बढ़ते हैं एक बार देखने के बाद कि हमने जो भी योजना बनाई है हमने जिसका निष्पादन किया है वह हमारे उद्देश्यों के अनुसार है या कभी कभी हमारे लक्ष्यों और उद्देश्यों से अधिक है तो हमें लगता है कि हम सौभाग्यशाली है हमारे सभी कर्मचारियों का योगदान बहुत महत्वपूर्ण है इसकी सराहना की जाती है और पुरस्कृत किया जाता है और उसके बाद उसी समय हम प्रतिपुष्टि भी लेते हैं और पुराने उद्देश्यों को पुनः तय करते हैं शायद कुछ ऊँचा लक्ष्य ऊँचा उद्देश्य कुछ नया या कुछ अलग तो यह लक्ष्य निर्धारित करने योजना बनाने और कार्यान्वयन रिपोर्ट की निगरानी फिर मूल्यांकन और लोगों को पुरस्कृत करने और फिर अंत में लक्ष्यों को पुनः तय करने ऊँचा लक्ष्य एक बड़ा लक्ष्य की एक सतत प्रक्रिया है तो इस मामले में आप कह सकते हैं कि प्रतिपुष्टि और सीखना एक सतत प्रक्रिया है ये प्रतिक्रिया और सीखना यहां भी दिख रहा है हम यहां भी दिखा रहे हैं हम यहां भी दिखा रहे हैं क्योंकि हर कदम हमारे प्रदर्शन निष्पादन और नियंत्रण के हर चरण पर हमें निरंतर प्रतिपुष्टि की आवश्यकता है उदाहरण के लिए लक्ष्य निर्धारित करने के मामले में हम जो भी लक्ष्य निर्धारित करते हैं हम उन लक्ष्यों को बहुत आसानी से प्राप्त कर लेते हैं अतः सीख यह है कि अगली बार जब हम लक्ष्य निर्धारित करते हैं तो वे थोड़े ऊँचे बड़े लक्ष्य हों ताकि हम एक कदम ऊपर जा सकें नियोजन और निष्पादन के लिए हमने निष्पादन के विभिन्न तरीकों को अपनाया है या बाजार में बिक्री और वितरण या शायद विज्ञापन के लिए भी इसलिए यदि हमें कुछ फ़ीडबैक मिलती है कि कौन से तरीके अच्छे थे किन तरीकों में सुधार की आवश्यकता है किन विधियों को छोड़ने की आवश्यकता है अर्थात विभिन्न प्रक्रियाओं प्रणालियों और उप प्रणालियों से निरंतर प्रतिपुष्टि की आवश्यकता होती है जिसे हम अपनाते हैं और उसका पालन करते हैं और उसी के आधार पर उस सीख के आधार पर हम सुधार करते हैं निगरानी में भी हमें नियमित प्रतिपुष्टि मिलता है और निरंतर मूल्यांकन भी होता है हमें नियमित प्रतिपुष्टि मिलता है और उस प्रतिपुष्टि के आधार पर हम समग्र प्रक्रिया में सुधार करते हैं और ये सब प्रबंधन नियंत्रण प्रणाली के बारे में है अगली कुछ स्लाइड्स में विभिन्न तकनीकें उपलब्ध हैं मैं आपसे चर्चा करूँगा कि कैसे हम प्रबंधन नियंत्रण प्रणाली को लागू कर सकते हैं मूल मान्यताएं क्या है लक्ष्य निर्धारित करना योजना बनाना निष्पादन करना और फिर मापना कि क्या आपका प्रदर्शन लक्ष्य तक है तय स्तर तक है या नहीं और यदि नहीं है तो असफलताओं से सीखें और यदि है तो इसमें आगे सुधार करें यही सब है जो हम इस प्रबंधन नियंत्रण प्रणाली की प्रक्रियाओं में करना चाहते हैं तो इसका अर्थ है कि यह अगली व्याख्या है लक्ष्य निर्धारण उद्देश्य और प्रदर्शन क्योंकि आपको योजना से शुरू करना है उन व्यापक नियोजित लक्ष्यों के आधार पर आपको उत्पादन के मामले में बिक्री के मामले में लाभ के मामले में लाभप्रदता के मामले में वितरण के मामले में विज्ञापन के मामले में कुछ विशिष्ट उद्देश्यों को निर्धारित करना होगा और फिर कुछ प्रदर्शन मापकों की पहचान करनी होगी कुछ प्रदर्शन मापक उदाहरण के लिए हमारे उत्पाद के लिए जिससे हम हैं बाजार में उत्पादन के विभिन्न तरीके उपलब्ध हैं तो कौन सी विधि हमारे लिए अच्छी है कौन सी विधि हमारे लिए अच्छी नहीं है कौन सी विधि अपनाई जाये कौन सी विधि नहीं अपनाई जाये क्योंकि कौन सा लागत कुशल सबसे मूल्य वर्धक और सबसे अधिक लाभप्रद है हमें उसे अपनाना होगा अतः प्रदर्शन मापक आपके उत्पादन से लेकर वितरण आपके विज्ञापन आपके नियंत्रण हर चीज तक महत्वपूर्ण हैं आपके मापक महत्वपूर्ण हैं और शीर्ष प्रबंधन संगठन व्यापी लक्ष्य मापक और उद्देश्य विकसित करता है वे लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए आवश्यक महत्वपूर्ण प्रक्रियाओं की पहचान भी करते हैं महत्वपूर्ण कारक क्या हैं आपके पास सब कुछ हो सकता है परन्तु उदाहरण के लिए यदि 24 घंटे बिजली उपलब्ध नहीं है तो आप इच्छित उद्देश्यों को कैसे प्राप्त कर सकते हैं अतः हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि बिजली कंपनी या बिजली संगठन या बिजली बोर्ड से जो भी बिजली आती है हम उसका उपयोग करेंगे बाद में 24 घंटों में से शेष अवधि हेतु हम अपनी बिजली उत्पन्न करेंगे और यह सुनिश्चित करेंगे कि संयंत्र 24 घंटे चले इसलिए महत्वपूर्ण कारकों का हमें पता लगाना होगा आपके पास सभी चीज़े निर्धारित जगह पर हैं लेकिन कुछ कुछ महत्वपूर्ण उत्पादन कारक सही जगह नहीं है आप उत्पादन शुरू करने के बारे में कैसे सोच सकते हैं अर्थात वह महत्वपूर्ण प्रक्रिया अति आवश्यक है तो कुल आवश्यक आगत क्या हैं जो आसानी से उपलब्ध हैं जो कम आसानी से उपलब्ध हैं और जो बहुत ही कठिनाई से उपलब्ध हैं आपको उन सभी उपलब्ध सुविधाओं बाधाओं और अन्य चीजों की जानकारी रखनी पड़ेगी और फिर अंत में निर्णय लेना होगा ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि आपकी उत्पादन प्रक्रिया निरंतर और नियमित रहे लक्ष्य उद्देश्य और प्रदर्शन मापकों का निर्धारण या हम महत्वपूर्ण प्रक्रिया प्रबंधकों के बारे में बात करते हैं और निचले स्तर के प्रबंधक प्रत्येक उद्देश्य के लिए विशिष्ट प्रदर्शन मापको का विकास करते हैं आपके उत्पादन के महत्वपूर्ण कारक कच्चे माल भी हो सकते हैं यह बिजली भी हो सकती है यह कोई अन्य आगत भी हो सकता है यह कुछ तकनीकी जनशक्ति भी हो सकती है अतः कुछ लोगों को जिम्मेदार ठहराया जाता है और वे उस संगठन के रणनीतिक लोग होते हैं जो सुनिश्चित करते हैं कि उन आगतों की व्यवस्था कैसे और कहाँ से करनी है ताकि महत्वपूर्ण प्रक्रिया होने के कारण यह सदा हमारे पास उपलब्ध हो और एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाली है अब संगठन लक्ष्य संगठन के लक्ष्य क्या हैं और हम उन्हें कैसे निर्धारित करते हैं एक अच्छी तरह से डिजाइन किया हुआ प्रबंधन नियंत्रण प्रणाली निर्णय लेने की प्रक्रिया में सहायता और समन्वय करती है और पूरे संगठन में व्यक्तियों को एकजुट होकर कार्य करने के लिए प्रेरित करती है एक अच्छी तरह से डिजाइन किया हुआ प्रबंधन नियंत्रण प्रणाली निर्णय लेने में सहायता और समन्वय करती है प्रबंधन नियंत्रण प्रणाली का अर्थ है कि यदि यह एक बहुत अच्छा MCS है तो यह अन्य लक्ष्यों को अपने आप तय करने में हमारी मदद करता है उद्देश्यों को तय करने में यहां तक कि निष्पादन करने और फिर जो लक्षित था और जो निष्पादन हुआ है उसके बीच के अंतर को मापने का काम भी करती है और आने वाली किसी भी तरह की अड़चन को दूर करती है और पूरे संगठन में व्यक्तियों को एकजुट होकर काम करने के लिए प्रेरित करती है यह उत्प्रेरणा की एक सतत प्रक्रिया भी है यदि हम अपने लक्ष्य को प्राप्त करते हैं तो भी लोग प्रेरित होते हैं यदि हम अपने उद्देश्यों को प्राप्त करते हैं तो हम प्रेरित रहते हैं हम केंद्रित रहते हैं हम प्रोत्साहित होते हैं अतः ये सब तब होता है जब आपने लक्ष्यों को निर्धारित कर लिया है हम सर्वोत्तम निष्पादन कर रहे हैं और फिर आप प्रदर्शन को मापते हैं और आप पा रहे हैं आप पा रहे हैं कि आपका प्रदर्शन बहुत बेहतर है या हमारे इच्छित स्तर तक है और हम जो भी प्रदर्शन की इच्छा रखते थे हमने वह किया है अब इस तरह की महत्वपूर्ण प्रक्रियाएं एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया संबंधित गतिविधियों की एक श्रृंखला होती है जो संगठन के लक्ष्य प्राप्ति को सीधे प्रभावित करती है यह इस तरह की एक श्रृंखला है यहां दी गई संरचना यह है कि आपको ये खण्ड दिए गए हैं तो एक खण्ड है दूसरा खण्ड है तीसरा खण्ड है चौथा खण्ड है और पांचवां खण्ड है उदाहरण के लिए यह तीसरा खण्ड यहां एक महत्वपूर्ण कारक है अब यदि आपके पास कच्चा माल है आपके पास श्रम है आपके पास विनिर्माण प्रक्रिया है और कहें कि आपके पास बाजार में वितरण का तरीका भी है लेकिन अगर बिजली 24 घंटे उपलब्ध नहीं है या दिन में कम से कम 20 घंटे तो इसका अर्थ है कि आपकी पूरी विनिर्माण प्रक्रिया गड़बड़ा जाती है तो वे कौन सी महत्वपूर्ण प्रक्रिया है जिनकी आपको पहचान करनी है महत्वपूर्ण प्रक्रिया की पहचान में शामिल विभिन्न चरण क्या हैं जिन्हें आपको पहचानना है और यह पता लगाने की कोशिश करनी है कि इस प्रक्रिया में कोई बाधा नहीं आये या इस पूरी प्रक्रिया में कोई बाधा नहीं आये और सब कुछ सामग्री से लेकर श्रम तक उपरिव्यय तक बिजली तक विनिर्माण प्रकिया तक और फिर अंत में उत्पाद को उत्पादन की जगह से उपभोग की जगह पर ले जाना वाणिज्य से संबंधित सभी गतिविधियों को करना हमने सुनिश्चित किया है कि सब कुछ अच्छी तरह से सुचारू रूप से हो और तय स्तर तक तो इसका अर्थ है कि जो भी वांछित उद्देश्य है क्योंकि अगर इसके बीच में कोई एक भी बाधा आती है जैसे बिजली नहीं है तो आपने सोचा था कि आप प्रति दिन 1000 इकाइयों का निर्माण करेंगे लेकिन यह तभी संभव है जब बिजली 20 घंटे उपलब्ध हो अगर बिजली उपलब्ध नहीं है और हमने बिजली की वैकल्पिक व्यवस्था भी नहीं की है तो क्या होगा आपका लक्ष्य प्राप्त नहीं होगा इसलिए यहां महत्वपूर्ण कारक उत्पादन की 1000 इकाइयों को प्राप्त करना है महत्वपूर्ण कारक यह है कि आपको यह सुनिश्चित करना है कि सभी कारक आगत आसानी से बाजार में उपलब्ध हों और हम उन आगतों कारकों को प्राप्त कर सकें अतः यदि आप पहले से पहचान करने या सोचने में सक्षम नहीं हैं कि इस महत्वपूर्ण प्रक्रिया में क्या संभावित बाधा आ सकती है तो मुझे लगता है कि वांछित उद्देश्यों की प्राप्ति नहीं हो सकती है इसलिए आपको यह सुनिश्चित करना होगा कि हम जो योजना बना रहे हैं उसे कैसे निष्पादित करें और योजना और निष्पादन की प्रक्रिया का मूल्यांकन कैसे करें और अंत में यह सुनिश्चित करें कि क्या हुआ है जिसे नियंत्रण कहा जाता है प्रमुख सफलता कारक महत्वपूर्ण कारकों के अलावा कुछ कारक हैं जिन्हें महत्वपूर्ण सफलता कारक कहा जाता है प्रमुख सफलता कारक ऐसे कार्य हैं जिन्हें संगठन को उसके लक्ष्यों की ओर अग्रेसित करने के लिए अच्छी तरह से किया जाना चाहिए एक के बाद एक सभी परिचालन करते रहे प्रमुख सफलता कारक महत्वपूर्ण कारक कुछ अलग हैं अर्थात कुछ अति महत्वपूर्ण अति तर्कसंगत अत्यंत उपयोगी और यदि वह उपलब्ध नहीं है तो आपकी प्रक्रिया प्रभावित होगी और प्रमुख सफलता कारक यह सुनिश्चित करते हैं कि सभी महत्वपूर्ण कारक सही जगह हैं उचित अनुक्रमण और प्रक्रिया अच्छी तरह से पूर्वनिर्धारित अच्छी परिभाषित है और हम किसी प्रकार की समस्या का सामना नहीं करने जा रहे हैं तो इसका अर्थ है कि प्रमुख क्रियाएं प्रमुख सफलता कारक भी हमें ज्ञात हैं और हम उन सभी बाधाओं को दूर करने जा रहे हैं हम उन्हें पहले से अच्छी तरह से जानते हैं हम उन्हें हटाने की स्थिति में हैं इसलिए इसका अर्थ है कि इन महत्वपूर्ण कारकों के अलावे महत्वपूर्ण सफलता कारकों प्रमुख सफलता कारकों की पहचान भी एक अन्य महत्वपूर्ण कार्य है अब हम एक अत्यधिक महत्वपूर्ण अवधारणा पर आते हैं उत्तरदायित्व लेखांकन की अत्यंत रोचक और महत्वपूर्ण अवधारणा उत्तरदायित्व लेखांकन एक तकनीक है एक नई तकनीक नवीनतम तकनीक जिसे प्रबंधन नियंत्रण प्रणाली को लागू करने और एक प्रभावी एमसीएस प्रबंधन नियंत्रण प्रणाली सुनिश्चित करने के लिए पहचाना गया है कई तकनीके हैं जिसके बारे में मैं बात करूंगा अब अगली कुछ स्लाइड्स में मैं प्रबंधन नियंत्रण प्रणाली की विभिन्न तकनीकों के बारे में बात करूंगा यहां सबसे पहले हम जिसकी बात करने जा रहे हैं वह सबसे पहला और महत्वपूर्ण तकनीक है उत्तरदायित्व केंद्र उत्तरदायित्व केंद्र अर्थात पूरी फर्म को विभिन्न उत्तरदायित्व केंद्रों में विभाजित किया गया है यानि शीर्ष पर यह कुल संगठन है और फिर यहाँ आपके पास अलग अलग उत्तरदायित्व केंद्र हैं और फिर इन केंद्रों के भीतर आगे यहाँ उपकेन्द्र हैं और आपके पास ये उपकेन्द्र होंगे अतः पुरे फर्म को अनुभागों और उप वर्गों में विभाजित किया जायेगा यदि आप फर्म की लक्ष्य प्राप्ति चाहते हैं तो आपको यह लक्ष्य यह लक्ष्य और इस लक्ष्य को प्राप्त करना होगा और इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए इन दोनों को अवश्य पूरा करना होगा इसके लिए इन दोनों को पूरा होना होगा इसके लिए इन दोनों को पूरा होना चाहिए पूर्ण इसके लिए इन दोनों को पूरा होना चाहिए और एक बार जब सभी उद्देश्य पुरे हो जाते हैं तो संगठन का उद्देश्य भी प्राप्त हो जाएगा तो हम क्या करें हम पूरी फर्म को विभिन्न इकाइयों और उप इकाइयों में विभाजित करते हैं और फिर हम कुछ लोगों को उन इकाइयों का उत्तरदायित्व सौपते है हम कुछ लोगों को उन इकाइयों के लिए जिम्मेदार बनाते हैं अर्थात उन्हें प्रभारी बनाया जाता है उन्हें उस इकाई या उप इकाई का प्रभार दिया जाता है और वे सुनिश्चित करते हैं कि वह इकाई या उप इकाई उस संगठन का सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाली इकाई या उप इकाई हो सभी आगत निर्गत यानि सहायता उन्हें दी जाती है और फिर अंत में हम व्यक्तिगत रूप से सभी उत्तरदायित्व केंद्रों के प्रदर्शन का मूल्यांकन करने का प्रयास करते हैं इसलिए जब हम उत्तरदायित्व केंद्रों के बारे में बात करते हैं तो यहां हमारे पास विभिन्न केंद्र हैं और उन विभिन्न केंद्रों में उदाहरण के लिए जब आप उत्तरदायित्व केंद्रों के बारे में बात करते हैं तो एक लागत केंद्र है वे केंद्र जैसे सामग्री खरीद फिर विनिर्माण प्रक्रियाएं फिर वितरण प्रक्रिया ये सभी लागत केंद्र हैं फिर हमारे पास निवेश केंद्र हैं निवेश केंद्र जहां हमें नए बाजारों में प्रवेश करने या संगठन की समग्र विनिर्माण क्षमता बढ़ाने या शायद अन्य गतिविधियों सहायक गतिविधियां करने जो संगठन के दीर्घकालिक निर्वाह को संभव और सुनिश्चित करने का काम करता है के लिए दीर्घकालिक निवेश करना पड़ता है इसलिए उन्हें निवेश केंद्र कहा जाता है और तीसरे केंद्रों को लाभ केंद्र के रूप में जाना जाता है इसलिए लाभ केंद्रों में भी जब आप लाभ केंद्रों के बारे में बात करते हैं तो लाभ केंद्र में हम यह पता लगाने की कोशिश करते हैं कि वह कहां हो सकता है कच्चे माल से आप लाभ की उम्मीद नहीं कर सकते हैं लेकिन बिक्री विभाग एक लाभ केंद्र है यहां तक कि कभी कभी विज्ञापन विभाग भी एक लाभ केंद्र होता है कि यदि आप विज्ञापन पर इतना खर्च करते हैं तो बिक्री पर कितना प्रभाव पड़ता है और बिक्री पर अंतिम निर्गत पर कितना प्रभाव पड़ना चाहिए तो ये सब बहुत स्पष्ट होना चाहिए विभिन्न केंद्र बनाए जाते हैं और फिर जब हमें उस बारे में सोचना होता है उदाहरण के लिए जब आप विभिन्न केंद्र बना रहे होते हैं और पूरा संगठन अलग अलग इकाइयों में विभाजित है हम यहां से शुरू कर रहे हैं और यहां समाप्त कर रहे हैं एक उत्तरदायित्व केंद्र दूसरा उत्तरदायित्व केंद्र तीसरा उत्तरदायित्व केंद्र चौथा उत्तरदायित्व केंद्र और यह अंतिम यह फर्म है यहां यह फर्म है तो क्या होता है कि हमें इस प्रक्रिया को यहां से शुरू करना होगा और इस बिंदु तक पहुंचना होगा यदि उदाहरण के लिए जो भी लक्ष्य हो जैसे 1000 इकाइयों का हम 1000 का निर्माण करना चाहते हैं और बाजार में बेचना चाहते हैं जो उदाहरण के लिए प्राप्त नहीं हुआ हम केवल 800 इकाईयों को बनाने और बाज़ार में बेचने में सक्षम हुए अर्थात कितने इकाइयों की कमी है 200 कितने की कमी है 200 इकाइयों की और हम क्यों 200 इकाइयों को बनाने बेचने और लक्ष्य प्राप्त करने में सफल नहीं हुए अब हमें इन विभिन्न उत्तरदायित्व केंद्रों के अनुसार प्रदर्शन को देखना होगा ठीक है विभिन्न उत्तरदायित्व केंद्र जहां समस्या आ गई है जिसने वांछित तरीके से या वांछित मात्रा में योगदान नहीं दिया है समस्या कहाँ आई है हमें उस पर गौर करना होगा और समस्या को ठीक करना होगा यदि हम सक्षम हैं तो यदि आप पूरी फर्म को विभिन्न उत्तरदायित्व केंद्रों में विभाजित नहीं करते हैं और यदि अवधि के अंत में प्रदर्शन तय स्तर तक नहीं है तो यह कैसे सुनिश्चित करें कि चिंता का कारण कौन है कौन है समस्या का कारण और किसे जिम्मेदार माना जाये तो इसका मतलब है कि हमें यह पता लगाना होगा कि ये विभिन्न महत्वपूर्ण सफलता कारक हैं ये अलग अलग आवश्यक सफलता कारक हैं इस प्रदर्शन में प्रत्येक कारक की भूमिका है और जब प्रदर्शन तय स्तर तक होता है तो बढ़िया है सभी ने योगदान दिया है और हम लक्ष्य प्राप्त करने में सफल हुए हैं परन्तु जब प्रदर्शन तय स्तर तक नहीं होता है और हम यह पता लगाना चाहते हैं कि ये सब क्यों हुआ किसने योगदान नहीं किया किसने चूक की किसने कम प्रदर्शन किया यह बहुत हद तक संभव है अगर फर्म को अलग अलग इकाइयों और उप इकाइयों खंडो और उपखंडों में विभाजित कर दिया जाये जिन्हें उत्तरदायित्व केंद्र विभिन्न उत्तरदायित्व केंद्र कहा जाता है तो हम यह पता लगा सकते हैं कि प्रदर्शन वांछित प्रदर्शन से कैसे कम रह गया और इसे कैसे सुधारा जा सकता है उदाहरण के लिए मैं आपको बता सकता हूं कि पुराने दिनों में हमारे पास कुछ संस्थाएँ थीं जिन्हें बिजली बोर्ड कहा जाता था जो हमें बिजली की आपूर्ति कर रहे थे आज भी और हाल के दिनों तक अधिकांश राज्य बिजली बोर्ड घाटे में चल रहे थे उनमें से अधिकांश अर्थात वे जो भी आगत बना रहे हैं और बिजली उत्पादन के लिए जो भी निवेश कर रहे हैं उतना राजस्व बाजार से वापस नहीं आ रहा है तो उस समय क्या था इस तरह का बोर्ड था उन्होंने अपना प्रदर्शन इस तरह शुरू किया और ऐसे समाप्त हुआ बीच में कोई उत्तरदायित्व केंद्र नहीं था और जब आप उदाहरण के लिए आपने निवेश किया और शुरुआत में हमने बिजली की 100000 इकाइयाँ पैदा कीं और अंत में जब हम इसे बाज़ार में ले जाते हैं तो सिर्फ 60000 इकाइयाँ ही बाज़ार में पहुँच पाई तो इसका मतलब है कि क्या होगा आपका राजस्व केवल 60000 इकाइयों के बराबर वापस आयेगा और शेष 40000 इकाइयों का राजस्व बाजार में कहीं खो जाता है और जब आपका लगभग आधा राजस्व बाजार में कहीं खो जाता है तो आप समझ सकते हैं कि उस संगठन का भविष्य क्या है उस संगठन का वित्तीय स्वास्थ्य कैसा हो सकता है तो इसका मतलब है कि जब बाजार में हालात बिगड़ते जा रहे थे तो सरकार ने सोचा कि अब हमें इन बोर्डों को सुदृढ़ करने के लिए कुछ करना होगा अर्थात कुछ समय बाद उनका निजीकरण करना होगा या कुछ समाधान निकालना होगा तो उस स्थिति में सरकार को निधि की आवश्यकता थी क्योंकि निधियों की वांछित राशि उपलब्ध नहीं थी अतः उन्होंने एडीबी एशियाई विकास बैंक से अनुरोध किया कि वह निधि दे सही है और जब एडीबी ने बिजली बोर्ड के ढांचे का पूरा अध्ययन किया तो उन्होंने गंभीर कमियां पाई उन्होंने पाया कि आप निर्माण कर रहे हैं आप 100000 इकाईयां पैदा कर रहे हैं अंत में बाज़ार में आप 60000 इकाईयां ले जा रहे हैं इसलिए 40000 इकाईयां खो गयीं आप इसे क्यों नहीं ढूंढ पा रहे हैं जब तक आप ऐसा नहीं करते तब तक आप इन बोर्डों की स्थिति नहीं सुधार सकते तो उन्होंने कहा हां हम इन बोर्डों को वित्तपोषित करने के लिए तैयार हैं और उन्हें पैसा देंगे लेकिन हमें इन संगठनों में एक उचित उत्तरदायित्व लेखांकन प्रणाली बनानी होगी तो उन्होंने क्या किया उन्होंने तब तय किया आप विभाजित करे और बनाये और इन बिजली बोर्डो को पुनः बनाये या कंपनियों को तीन केंद्रों में पुनर्जीवित करे एक उत्पादन है यह यहाँ है उत्पादन फिर यहाँ संचरण है और फिर यहाँ यह वितरण है उत्पादन कोई भी कर सकता है सार्वजनिक कंपनी द्वारा निजी कंपनी द्वारा कोई भी फिर इसे संचरण कंपनी को देना होगा और फिर संचरण कंपनी इसे वितरण कंपनी को देगी और सामान्यतया वितरण प्रक्रिया का निजीकरण होना चाहिए ताकि लोगों को जितनी भी बिजली मिल रही है वे उसका उचित उपयोग कर सके और धनराशी वापस आ सके तो संग्रह प्रणाली बड़ी है वितरण प्रणाली निजी क्षेत्र में है जो अधिक प्रभावी होगी इसलिए आप देख सकते हैं कि इन दिनों अधिकांश राज्यों में वितरण भाग वितरण कंपनियों के पास है और वे ज़्यादातर निजी कंपनियां हैं संचरण सरकारी कंपनियों द्वारा किया जाता है और उत्पादन कोई कर सकता है सरकारी कंपनियों द्वारा भी और निजी उद्यमियों द्वारा भी जब वे बिजली पैदा करते हैं तो उन्हें इसे सरकारी बोर्ड को बेचना पड़ता है और बोर्ड इसका संचरण करेगा और फिर इसे वितरण कंपनियों को देगा उदाहरण के लिए अब अगर आज इस प्रणाली में 40000 इकाइयों का नुकसान होता है तो क्या होगा हम आसानी से पता लगा सकते हैं हमने 100000 इकाइयाँ पैदा कीं ठीक है और मानक संचरण घाटे को ध्यान में रखते हुए हम तक 95000 इकाइयों को पहुँचना चाहिए था क्या संचरण स्तर तक 95000 इकाइयाँ पहुँची हैं और इसके बाद मानक सामान्य वितरण घाटे के लिए प्रदान करने के बाद 90000 इकाईयों के मूल्य के बराबर राजस्व इकठ्ठा होना चाहिए था यदि ये लक्ष्य प्राप्त हो गए हैं तो ठीक हैं तो हर कोई अपना काम कर रहा है लेकिन उदाहरण के लिए यह उत्पादन 100000 इकाइयां है इसका मतलब है कि उत्पादन उत्तरदायित्व केंद्र ईमानदारी से अपना काम कर रहा है लेकिन संचरण उम्मीद के अनुसार नहीं है 95000 इकाइयां नहीं पहुंची हैं केवल 90000 इकाइयां पहुंची हैं अर्थात 5000 इकाइयां कहाँ खो गई यह संभवतः उत्पादन से संचरण तक कहीं हुई है और फिर उसके बाद यदि यह 90 नहीं है यह 80000 इकाईयां है तो फिर 80000 इकाइयों के लिए राजस्व क्यों एकत्र किया गया है 10000 इकाइयाँ कहाँ गईं तो इसका मतलब है कि जब पूरे बिजली बोर्ड को खंडों उपखंडों इकाइयों और उपइकाइयों में विभाजित किया जाता है और विभिन्न उत्तरदायित्व केन्द्रों को विकसित किया जाता है तो यह अत्यंत उपयोगी और आसान होता है और उन इकाइयों उप इकाइयों और समग्र फर्म के प्रदर्शन को नियंत्रित करना बहुत रोचक होता है आगे इस उत्तरदायित्व लेखांकन पर और प्रबंधन नियंत्रण प्रणाली सुनिश्चित करने की कुछ अन्य तकनीकों पर मैं आपके साथ अगली कक्षा में चर्चा करूंगा